आर का उपयोग कर एमसीडीएम तकनीक पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने टॉपिस पर अपनी चर्चा शुरू की थी हमने टॉपसिस के बारे में विभिन्न विवरणों के बारे में बात की आइए पिछले व्याख्यान में हमने जो चर्चा की उसका संक्षिप्त पुनरावलोकन करें हमने टॉपसिस के बारे में बात की और इसका क्या मतलब है यानी आदर्श समाधान के लिए ऑर्डर वरीयता समानता की तकनीक हमने इस पहलू के बारे में बात की है कि आम तौर पर निर्णयकर्ता द्वारा केवल मानदंड भार निर्दिष्ट किए जाते हैं तो यह एक सरल तकनीक है और समझने में आसान है मुख्य विचार यह है कि सबसे अच्छे समाधान की तुलना आदर्श और विरोधी आदर्श समाधानों से की जाती है और उस विचार के आधार पर हमने पांच गणना चरणों के बारे में बात की जो इस पद्धति का हिस्सा हैं पहला प्रदर्शन स्कोरिंग है फिर हम सामान्यीकरण करते हैं फिर उन सामान्यीकृत अंकों का भार फिर आदर्श और गैर आदर्श बिंदुओं से दूरी की गणना और फिर अंत में निकटता अनुपात की गणना करते हैं तो ये पांच बुनियादी कदम हैं जिनके बारे में हमने बात की हमने पिछले व्याख्यान में इनमें से प्रत्येक चरण पर अधिक विस्तार से चर्चा की थी फिर व्याख्यान के अंतिम भाग में हम इस बिंदु पर रुक गए जहाँ हम इस विशेष अभ्यास के बारे में बात कर रहे थे जिसे हम आर स्टूडियो में करना चाहेंगे यह उदाहरण फिर से कारों की रैंकिंग पर है जैसे हमने ELECTRE में किया था इस विशेष मामले में हमारे पास तीन विकल्प या तीन कारें और चार मानदंड हैं चार मानदंड खरीद मूल्य अर्थव्यवस्था एस्थेटिक और बूट क्षमता हैं अब हम आर स्टूडियो खोलेंगे आर वातावरण में टॉपसिस मॉडल को लागू करने के लिए हमारे पास तीन पैकेज हैं और इसलिए हम इनमें से प्रत्येक पैकेज के माध्यम से जाएंगे और उनके कार्यों को समझेंगे जिस तरह से उन्हें लागू किया जाता है जिस तरह का इनपुट ये फ़ंक्शन लेता है और जिस तरह का आउटपुट उत्पन्न होता है हालाँकि कार्यक्षमता के मामले में बहुत अधिक अंतर नहीं है लेकिन फिर भी इनमें से प्रत्येक इंटरफ़ेस एक दूसरे से थोड़ा अलग है तो हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे पहला पैकेज जो हम कवर करने जा रहे हैं वह एमसीडीए पैकेज है हम पहले भी इस पैकेज का इस्तेमाल कर चुके हैं आप देख सकते हैं कि लक्ष्य कारों की रैंकिंग है और हमारे पास चार मानदंड और तीन विकल्प हैं तो पहले हमें प्रदर्शन मैट्रिक्स उत्पन्न करने की आवश्यकता है तो यह प्रदर्शन तालिका मैट्रिक्स फ़ंक्शन का उपयोग करके उत्पन्न की जा सकती है तो यहां हमारे पास तीन विकल्प और चार मानदंड हैं इसलिए हमारे पास मैट्रिक्स फ़ंक्शन में इस पहले तर्क में बारह मान हैं और इन बारह मानों को इस सी फ़ंक्शन संयुक्त फ़ंक्शन का उपयोग करके जोड़ा गया है फिर दूसरा तर्क पंक्तियों की संख्या है जो तीन है तीसरा तर्क स्तंभों की संख्या है जो चार है और फिर बायरो से संबंधित तर्क जो निर्दिष्ट करता है कि मानों को पंक्ति या स्तंभों द्वारा व्यवस्थित किया जाना है या नहीं तो मैट्रिक्स फ़ंक्शन के इस विशेष पहलू के बारे में हमने पिछले व्याख्यानों में भी बात की है अब हम इसे निष्पादित करते हैं आइए हम इस कोड को चलाते हैं और आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स उत्पन्न हो गया है आइए हम इन पंक्तियों और स्तंभों के नामों को भी परिभाषित करें पंक्तियों का नाम विकल्पों पर आधारित होने जा रहा है यानी इस मामले में कारों का नाम आइए इसे चलाते हैं फिर कॉलम का नाम मापदंड के आधार पर होगा अब हमारे पास नामित मैट्रिक्स है जहां प्रत्येक पंक्तियों और स्तंभों का नाम दिया गया है और मान पहले से मौजूद हैं अब दूसरा भाग मानदंड भार है यह कुछ ऐसा है जिसे निर्णयकर्ता द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है आप देख सकते हैं कि हम मानदंड भार के लिए वजन चर बनाने जा रहे हैं और चूंकि हमारे पास चार मानदंड हैं इसलिए हमें चार मान निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है तो मानदंड खरीद मूल्य के लिए हमारे पास 035 है फिर मानदंड अर्थव्यवस्था के लिए हमारे पास 025 है फिर एस्थेटिक के लिए हमारे पास 025 है और फिर बूट क्षमता के लिए हमारे पास 015 है इन मूल्यों को देखते हुए आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि खरीद मूल्य को अधिक वेटेज दिया जा रहा है और बूट क्षमता को सबसे कम वेटेज दिया जा रहा है इसलिए निर्णय लेने वाले वे खरीद मूल्य को अधिक वेटेज देने के आधार पर एक रैंकिंग तैयार करना चाहते हैं तब हम यह भी देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था और एस्थेटिक को समान महत्व दिया गया है इसलिए इसके आधार पर निर्णयकर्ता रैंकिंग तैयार करना चाहेगा आपको बता दें कि इस कोड को रन करें और इस वेरिएबल को बनाएं पर्यावरण अनुभाग में आप देख सकते हैं कि इन दो चरों प्रदर्शन स्कोर वाले प्रदर्शन तालिका और मानदंड भार वाले भार को परिभाषित किया गया है अब एक और बात प्रत्येक मानदंड के लिए वरीयता दिशा है इसलिए हम मानदंड मिनमैक्स चर बनाने जा रहे हैं और चूंकि हमारे पास चार मानदंड हैं इसलिए हमें उनमें से प्रत्येक के लिए दिशा निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहला मानदंड खरीद मूल्य है तो खरीद मूल्य कुछ ऐसा है जिसे हम कम करना चाहते हैं और इसलिए पहला मूल्य न्यूनतम है फिर दूसरी कसौटी अर्थव्यवस्था है यह कुछ ऐसा है जिसे हम अधिकतम करना चाहेंगे और इसलिए यह मान अधिकतम है फिर एस्थेटिक हम अधिकतम करना चाहेंगे इसलिए तीसरा मान अधिकतम है अंत में बूट क्षमता हम अधिकतम करना चाहेंगे और इसलिए चौथा मान अधिकतम है इस प्रकार हम वरीयता दिशा को परिभाषित करते हैं आइए इस कोड को चलाते हैं एक बार यह हो जाने के बाद इस पैकेज में आदर्श विकल्प और आदर्श विरोधी विकल्पों को परिभाषित किया जाना है हमने ऐसा करने के तीन तरीकों के बारे में बात की और तीसरी विधि में निर्णय लेने वाला इन आदर्श और आदर्श विरोधी बिंदुओं को इनपुट के रूप में प्रदान कर सकता है तो यह विशेष पैकेज यह कार्यक्षमता प्रदान करता है यह इस विशेष पैकेज की एक विशिष्ट विशेषता है तो यहां आप देख सकते हैं कि कुछ मान निर्दिष्ट किए गए हैंजैसे की आभासी आदर्श विकल्प हमारे पास जो चार मानदंड हैं और प्रत्येक मानदंड के संबंध में हमें आदर्श विकल्प के लिए सर्वोत्तम मूल्य वाले और आदर्श विरोधी विकल्प के लिए सबसे खराब मूल्य वाले विकल्प का पता लगाने की आवश्यकता है यहां आप देख सकते हैं कि इस सकारात्मक आदर्श समाधान चर में पहला मान कम है और नकारात्मक आदर्श समाधान में पहला मान अधिक है ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला मानदंड खरीद मूल्य है जिसे हमें दी गई वरीयता दिशा के अनुसार कम से कम करना चाहिए था इसलिए आदर्श विलयन में हम न्यूनतम मान लेंगे और आदर्श विरोधी विलयन में हम उच्चतम मान लेंगे इसी तरह यदि हम सकारात्मक आदर्श समाधानों में अन्य मूल्यों पर एक नज़र डालते हैं तो यहां हमारे पास जो कुछ है उसकी तुलना में यहां अन्य मूल्य निचले हिस्से में हैं नकारात्मक आदर्श समाधान तो आइए हम इन चरों को भी उत्पन्न करें इसलिए इस विशेष पैकेज का उपयोग करके हम हमेशा आदर्श और विरोधी आदर्श विकल्पों के लिए भी निर्णय लेने वालों के इनपुट का उपयोग कर सकते हैं अब हम टॉपसिस मॉडलिंग करने जा रहे हैं इससे पहले कि हम एमसीडीए पैकेज के कार्यों का उपयोग कर सकें हमें इस विशेष पुस्तकालय को आर पर्यावरण में लोड करने की आवश्यकता है आइए इसे चलाते हैं अब हम इसे टॉपसिस फ़ंक्शन कह सकते हैं जिसका अधिक विवरण सहायता अनुभाग में पाया जा सकता है तो आप देख सकते हैं कि सहायता अनुभाग में टॉपसिस फ़ंक्शन MCDA पैकेज का हिस्सा है और आप इसके तर्कों को देख सकते हैं हमारे पास प्रदर्शन तालिका फिर मानदंड भार और मानदंड मिनमैक्स है तो ये तीनों पहले से ही परिभाषित हैं फिर सकारात्मक आदर्श समाधान और नकारात्मक आदर्श समाधान को भी परिभाषित किया गया है और फिर विकल्प आईडी और मानदंड इसलिए यदि आप यह समझने में रुचि रखते हैं कि इनमें से प्रत्येक तर्क का क्या अर्थ है तो आप इस पृष्ठ को पढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं इस बिंदु पर मैं दो विशिष्ट तर्कों के बारे में बात करना चाहूंगा विकल्प आईडी और मानदंड वैकल्पिक आईडी के मामले में यह विशेष फ़ंक्शन हमें वास्तव में उन विकल्पों का चयन करने की सुविधा देता है जिन पर हम विचार करना चाहते हैं तो मान लें कि यदि दस विकल्प हैं और किसी विशेष मॉडल के लिए हम केवल पांच विकल्पों पर विचार करना चाहते हैं तो यह इस विशेष तर्क का उपयोग करके किया जा सकता है इसी तरह मानदंड यहाँ भी हम कुछ फ़िल्टरिंग कर सकते हैं इसलिए यदि हमारे पास दस मानदंड हैं और यदि हम केवल पांच मानदंडों पर विचार करना चाहते हैं तो हम इस विशेष तर्क का उपयोग कर सकते हैं हैंअपने अभ्यास में हम कुछ ऐसा ही करेंगे हम केवल तीन तर्कों के आधार पर पहला मॉडल बनाने जा रहे जो प्रदर्शन तालिका मानदंड वजन और मानदंड मिनमैक्स है यदि आप सहायता अनुभाग को देखते हैं तो केवल ये तीन तर्क अनिवार्य हैं और अन्य शून्य हो सकते हैं जैसा कि आप यहां सहायता अनुभाग में देख सकते हैं इसलिए हम पहले मॉडल को केवल तीन तर्कों के साथ चलाने जा रहे हैं जहां हमारे पास प्रदर्शन स्कोर मानदंड भार और इन मानदंडों के लिए वरीयता दिशा है आइए इसे चलाते हैं तो इन अंकों से आप देख सकते हैं कि दूसरा विकल्प उच्चतम मान 0518 है उसके बाद पहले विकल्प का मान 0481 है और फिर तीसरे विकल्प का मान 0177 है इसलिए हमें अंक मिल गए हैं और तदनुसार हम देख सकते हैं कि दूसरा विकल्प सबसे अच्छा लगता है और हम एक रैंकिंग भी तैयार कर सकते हैं तो यह एक मॉडल है जिसे हम बना सकते हैं लेकिन इस पैकेज में दी गई कार्यक्षमता को देखते हुए हम कुछ अन्य मॉडलों को भी निर्दिष्ट कर सकते हैं उदाहरण के लिए दूसरे मॉडल में हम आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं के लिए निर्णयकर्ता के इनपुट पर विचार करने जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि हमने सकारात्मक आदर्श समाधान और नकारात्मक आदर्श समाधान भी निर्दिष्ट किए हैं दो चर जिन्हें हमने बनाया था तो हम इन दो चरों को भी पारित कर रहे हैं अब ये आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदु जो इस फ़ंक्शन के माध्यम से निर्दिष्ट किए जा रहे हैं उनका उपयोग टॉपसिस मॉडलिंग करने के लिए किया जा रहा है तो चलिए देखते हैं कि नतीजे बदलेंगे या नहीं आइए इसे चलाते हैं और आपको समान परिणाम दिखाई देते हैं क्योंकि जिस तरह से हमने इन दो बिंदुओं आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं को परिभाषित किया था वे उन्हीं मानों का उपयोग कर रहे थे जो आंतरिक रूप से फ़ंक्शन के भीतर उत्पन्न हुए थे यदि हम ये दो मान प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि समान मूल्यों का उपयोग किया गया था इसलिए हमें यहां वही परिणाम मिल रहे हैं हालाँकि आप हमेशा निर्णय लेने वाले की व्यक्तिपरक प्राथमिकताओं के आधार पर कुछ अन्य मान निर्दिष्ट कर सकते हैं और इसलिए आप देखेंगे कि परिणाम बदल सकते हैं तो यह मॉडल को निर्दिष्ट करने और इसे चलाने का दूसरा तरीका है अब तीसरे विनिर्देश में हम चार मानदंडों के बजाय सिर्फ तीन पर विचार करने जा रहे हैं और तीन विकल्पों के बजाय हम सिर्फ दो विकल्पों पर विचार करने जा रहे हैं इसलिए हम यहां पहले तीन तर्कों को पारित करने जा रहे हैं प्रदर्शन तालिका मानदंड वजन और मानदंड मिनमैक्स तो इस मामले में बूट क्षमता पर विचार नहीं किया गया है और तीसरा विकल्प यानी फिएस्टा कार पर विचार नहीं किया गया है इस मॉडल को चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि नंबर थोड़े बदले हुए हैं अब पहले विकल्प का स्कोर दूसरे विकल्प के लिए हमारे पास काफी करीब है लेकिन तीसरे विकल्प को हटाने के बाद भी दूसरा विकल्प सबसे अच्छा रहता है तो इस विशेष विनिर्देश के लिए हम आदेश देने के संदर्भ में कह सकते हैं कि हमें समान रैंक मिल रही है अब चौथे मॉडल में हम दो विकल्पों और तीन मानदंडों पर विचार करेंगे लेकिन इस बार निर्णयकर्ता के इनपुट का उपयोग करते हुए पहले के मॉडल में जो हमने बनाया था आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं के मूल्य वास्तव में फ़ंक्शन के हिस्से के रूप में उत्पन्न हुए थे यदि आदर्श विरोधी और आदर्श बिंदु निर्दिष्ट नहीं हैं अब क्योंकि एक विकल्प और एक मानदंड हटा दिया गया है और यदि हम उसी इनपुट का उपयोग करते हैं जो पहले इस्तेमाल किया गया था तो परिणाम बदल सकते हैं आइए इसे चलाते हैं आप देख सकते हैं कि पिछले मॉडल का मान 0494 और 0505 था हालाँकि इस मॉडल में मान 05181 और 05146 में बदल गए हैं इस पर गौर करें तो पिछले मॉडल में दूसरे विकल्प की तुलना में पहला विकल्प सबसे अच्छा विकल्प बन गया है इसलिए क्योंकि हमने निर्णयकर्ता के इनपुट का उपयोग किया है इसलिए परिणाम बदल गए हैं पिछले मॉडल में हमने आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं के लिए निर्णय लेने वाले के इनपुट का उपयोग नहीं किया था जिसका अर्थ है कि वे आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदु उस फ़ंक्शन के अंतर्निहित कोड के अनुसार आंतरिक रूप से फ़ंक्शन के भीतर उत्पन्न हुए थे इसलिए परिणाम अलग थे तो इस विशेष पैकेज और फ़ंक्शन में विभिन्न प्रकार के टॉपसिस मॉडल को निर्दिष्ट करने के लिए बहुत अधिक कार्यक्षमता है अब हम एक अन्य पैकेज को देखने जा रहे हैं जो हमें कुछ अन्य कार्यक्षमता प्रदान कर रहा है इस पैकेज का नाम एमसीडीएम पैकेज है हम उसी उदाहरण का उपयोग करेंगे यानी कारों की रैंकिंग हमारे पास वही चार मानदंड और वही तीन विकल्प हैं इसलिए हम समान निर्णय समस्या से निपट रहे हैं प्रदर्शन मैट्रिक्स भी समान है प्रदर्शन स्कोर समान हैं भार समान हैं और वरीयता दिशा भी समान है टॉपसिस मॉडलिंग के लिए हमें पैकेज MCDM लोड करना होगा आइए इसे चलाते हैं ऐसा लगता है कि यह पैकेज स्थापित नहीं है इसलिए मुझे पहले इस विशेष पैकेज को स्थापित करने दें पिछले व्याख्यान की तरह हम इंस्टॉलपैकेज कमांड का उपयोग करेंगे और डबल कोट्स के भीतर पैकेज का नाम एमसीडीएम दर्ज करेंगे इस विशेष पैकेज में हमारे पास दो कार्य हैं जिनका उपयोग टॉपसिस मॉडलिंग करने के लिए किया जा सकता है इसलिए हम इनमें से प्रत्येक फ़ंक्शन का उपयोग करके मॉडल निर्दिष्ट करेंगे अब यह इंस्टालेशन पूरा हो गया है तो चलिए पहले इस लाइब्रेरी को लोड करते हैं पहला फंक्शन जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं वह है टॉपसिस linear और दूसरा फंक्शन टॉपसिस vector है ये दो टॉपसिस कार्य सामान्यीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में भिन्न हैं अर्थात इन कार्यों की इन बिल्ट कोडिंग टॉपसिस linear में एक सामान्यीकरण प्रक्रिया है जो पिछले व्याख्यान में आदर्श सामान्यीकरण के बारे में हमने जो बात की थी उसके समान है टॉपसिस vector में सामान्यीकरण प्रक्रिया वैसी ही है जैसी हमने वितरण सामान्यीकरण में बात की थी हालांकि वास्तविक विवरण थोड़े अलग हैं लेकिन समझने की दृष्टि से वे समान हैं तो अब हम इनमें से प्रत्येक फ़ंक्शन के लिए दो मॉडल निर्दिष्ट करने जा रहे हैं पहला टॉपसिसlinear है और हम उन तीन तर्कों को निर्दिष्ट करने जा रहे हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं यदि आप पिछले पैकेज के साथ तुलना करते हैं जो कि एमसीडीए पैकेज है तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के मॉडलों को निर्दिष्ट करने के लिए अधिक कार्यक्षमता के साथ अधिक संख्या में तर्क हैं हालांकि इस मामले में हम केवल मूल चर निर्दिष्ट कर सकते हैं जो कि प्रदर्शन स्कोर मानदंड का भार वरीयता दिशा और बाकी सब कुछ इन दो कार्यों में कोडित कार्यक्षमता के अनुसार गणना की जाती है आइए इसे चलाते हैं इसलिए पिछले पैकेज के मामले में दूसरी कार को सबसे अच्छा विकल्प पाया गया हालांकि इस मामले में पहली कार सबसे अच्छा विकल्प साबित होती है तो यह देखा जा सकता है कि एक बार जब हमने सामान्यीकरण प्रक्रिया को बदल दिया तो परिणाम भी बदल गए अब पहली कार का मूल्य सबसे अधिक है और इसे सबसे अच्छा माना जाता है हालांकि पिछले पैकेज में यह अलग था यह मुख्य रूप से है क्योंकि पिछले पैकेज में सामान्यीकरण प्रक्रिया वितरण सामान्यीकरण के समान थी आइए अब देखें कि यदि हम वितरण सामान्यीकरण का उपयोग करते हैं तो हमें क्या परिणाम प्राप्त होंगे अब हम टॉपसिसvector चलाएंगे और आप देख सकते हैं कि परिणाम अलग हैं यहाँ फिर से दूसरी कार सबसे अच्छी कार बनकर सामने आती है और पहली कार दूसरी सबसे अच्छी कार बनकर सामने आती है अब यदि आप इन नंबरों की तुलना पिछले एमसीडीए पैकेज में हमारे पास की तुलना में करते हैं तो ये संख्याएं समान पाई जाती हैं तो पिछले पैकेज में शायद वे भी वितरण सामान्यीकरण प्रक्रिया का उपयोग कर रहे थे यहां टॉपसिसvector एक समान प्रकार की सामान्यीकरण प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है हालाँकि टॉपसिसlinear अलग है और आप देख सकते हैं कि परिणाम भी भिन्न थे इसलिए जिस तरह से हम अपने मॉडल को निर्दिष्ट करते हैं उसके आधार पर रैंकिंग भी बदल सकती है तो यह सामान्य रूप से एमसीडीएम तकनीकों की सीमाओं में से एक रहा है अब हम बात करेंगे तीसरे पैकेज की जो R एनवायरनमेंट में उपलब्ध है इस पैकेज का नाम टॉपसिस है और फिर से हम उसी उदाहरण का उपयोग करने जा रहे हैं यानी कारों की रैंकिंग हमारे पास समान चार मानदंड हैं अर्थात् खरीद मूल्य अर्थव्यवस्था एस्थेटिक बूट क्षमता और वही तीन कारें जिन्हें रैंक किया जाना है हमारे पास एक ही प्रदर्शन तालिका है और अन्य विवरण जैसे मानदंड भार भी समान हैं हालाँकि इस विशेष पैकेज में वरीयता दिशा थोड़े अलग तरीके से निर्दिष्ट की गई है पिछले दो पैकेजों में हमने इन वर्ण मानों मिनमैक्स का उपयोग करके वरीयता दिशा निर्दिष्ट की थी हालाँकि इस मामले में हम और वर्णों का उपयोग करते हैं इसलिए यदि मानदंड को कम से कम करना है तो हम का उपयोग करते हैं और यदि इसे अधिकतम करना है तो हम का उपयोग करते हैं इसलिए आप देखेंगे कि हमारा चर मानदंड मिनमैक्स थोड़ा बदल गया है इसलिए हम इसे फिर से चलाएंगे अब इस विशेष पैकेज का उपयोग करके इस मॉडल को चलाने में सक्षम होने के लिए हमें इस टॉपसिस पैकेज को स्थापित करने की आवश्यकता है हम उसी कमांड का उपयोग कर सकते हैं इंस्टॉलपैकेज और हम डबल कोट्स के भीतर टॉपसिस को निर्दिष्ट करेंगे आइए इस पैकेज को स्थापित करें एक बार यह हो जाने के बाद हम इस पैकेज को लोड करेंगे ताकि हम इसके कार्यों का उपयोग कर सकें आइए अब इसे चलाते हैं इस पैकेज में जो फंक्शन उपलब्ध है उसका नाम टॉपसिस है इस विशेष पैकेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमेशा सहायता अनुभाग में जा सकते हैं अब यहां हम केवल एक मॉडल निर्दिष्ट करने जा रहे हैं और इस फ़ंक्शन में केवल तीन बुनियादी पैरामीटर हैं तो प्रदर्शन तालिका भार और मानदंड न्यूनतम अधिकतम बुनियादी पैरामीटर हैं जिन्हें हमने पहले ही निर्दिष्ट किया है इसलिए यदि हम इसे चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि दूसरा विकल्प सबसे अच्छी कार के रूप में सामने आता है और स्कोर वही है जो हमें पिछले दो पैकेजों में भी मिला था तो यहाँ भी सामान्यीकरण के वितरण मोड का उपयोग किया जाता है तो इस व्याख्यान में हमने जिन तीन पैकेजों को शामिल किया है वे हैं एमसीडीएम एमसीडीए और टोप्सिस पैकेज हमें यह भी पता चला कि एमसीडीएम पैकेज सामान्यीकरण प्रक्रिया के लिए दो तरीके प्रदान करता है हालांकि एमसीडीए पैकेज हमें आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं को निर्दिष्ट करने और उन विकल्पों या मानदंडों को फ़िल्टर करने के मामले में लचीलापन देता है जिन्हें हम एक विशिष्ट मॉडल के लिए विचार करना चाहते हैं इसके अलावा यह टॉपसिस पैकेज हमारे पास मौजूद सभी तीन पैकेजों में से सबसे कम कार्यक्षमता प्रदान करता है तो शायद आप अपने टॉपसिस मॉडलिंग के लिए एमसीडीए और एमसीडीएम पैकेज पसंद करना चाहेंगे आइए अपनी चर्चा पर वापस चलते हैं तो R में एक अभ्यास के माध्यम से हमने टॉपसिस मॉडलिंग के विभिन्न चरणों को समझा है आइए अब हम टॉपसिस पर कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं इसलिए यह देखा गया है कि कभी कभी टॉपसिस अतार्किक परिणाम प्रदान करता है क्योंकि जिस मुख्य विचार के बारे में हमने बात की वह आदर्श और विरोधी आदर्श बिंदुओं से विकल्प की तुलना है और ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो डेटा हो कभी कभी कुछ चरम बिंदु को सर्वोत्तम समाधान के रूप में उठाया जा सकता है एक बेहतर समझौता विकल्प के बजाय टॉपसिस मॉडलिंग इसलिए कभी कभी आपको लगता है कि यह अतार्किक परिणाम दे रहा है और एक बेहतर समझौता विकल्प पर चरम विकल्प पसंद किए जा सकते हैं फिर टॉपसिस के बारे में दूसरा बिंदु यूक्लिडियन दूरी मीट्रिक का उपयोग है जिस तरह से यूक्लिडियन दूरी मीट्रिक को गणितीय रूप से परिभाषित किया गया है और जिस तरह से इसकी गणना की जाती है यह आम तौर पर बड़ी दूरी को बढ़ाता है संपूर्ण परिनामो के लिए उच्च मान वाले स्कोर की गणना पर हावी हो सकते हैं तो यह भी यूक्लिडियन दूरी मीट्रिक की सीमाओं में से एक रहा है इसलिए यदि आप यूक्लिडियन दूरी मैट्रिक्स का उपयोग करके प्राप्त परिणामों की तुलना मैनहट्टन दूरी मीट्रिक जैसी किसी अन्य विधि का उपयोग करके प्राप्त परिणामों के साथ करते हैं तो परिणाम भिन्न हो सकता है यह एक और सीमा है अब जैसा कि मैंने बात की है कि टॉपसिस को दूरी आधारित पद्धति के रूप में जाना जाता है इसका कारण यह है कि हम जिस दूरी आधारित मीट्रिक का उपयोग करते हैं और जिस तरह से विकल्पों को रैंक किया जाता है उसके लिए दूरी आधारित गणना मुख्य कोर है इसी तरह इसे संदर्भ आधारित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इन विकल्पों की तुलना वास्तव में आदर्श और विरोधी आदर्श परिदृश्य के संबंध में की जा रही है तो उस अर्थ में आप जानते हैं कि इस पद्धति को संदर्भ आधारित दृष्टिकोण भी कहा जाता है इसलिए इसके साथ हम टॉपसिस पर अपनी चर्चा को रोकना चाहेंगे और अगले व्याख्यान में हम एक और तकनीक के साथ शुरुआत करेंगे